एक बार जब हमने समकक्ष विद्युत दाब और धाराओं को परिभाषित किया है अब हम स्कैटरिंग मापदंडों को देखेंगे दूसरा उपकरण हम जानते हैं कि पोर्ट पर हम बिजली माप करते हैं क्योंकि उच्च आवृत्ति पोर्ट पर बहुत आवश्यक है हमें शक्तियों को परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य बिंदुओं पर बिजली माप अलग होगा अब यह मापने के लिए कि 2 पोर्ट नेटवर्क या किसी भी आयात नेटवर्क पर रैखिक नेटवर्क Z मैट्रिक्स या Y मैट्रिक्स द्वारा परिभाषित है और एक नेटवर्क के Z मैट्रिक्स या Y मैट्रिक्स को खोजने के लिए हमें पोर्ट को ठीक से समाप्त करने और विद्युत दाब और धाराओं को मापने की आवश्यकता है अब वह विद्युत दाब और उच्च आवृत्तियों पर जब तंत्र तरंगों की आयातित और परावर्तित तरंगों के माध्यम से होता है तो मूल रूप से वे विद्युत दाब और धारा वास्तव में कुल विद्युत दाब आकस्मिक विद्युत दाब और परावर्तित विद्युत दाब का योग होता है कुल धारा का मतलब होता है आयातित धारा तरंग और परावर्तित धारा तरंग का योग इसलिए माइक्रो वेव आवृत्ति पर विद्युत दाब को मूल रूप से शक्ति से मापा जाता है जो एक मौलिक मात्रा है जब हम मापों का परिचय देते हैं तो हम कहते हैं कि बिजली माप माइक्रो वेव आवृत्ति एक सिद्धांत है तो उस शक्ति से बराबर विद्युत दाब को मापने वगैरह को परिभाषित करने से आप विद्युत दाब का पता लगा सकते हैं अब इस बारे में सोचें कि अगर हम उच्च आवृत्ति पर बिजली को मापने की कोशिश करते हैं अब शक्ति या तो आयातित धारा के साथ बह रही है या परावर्तित धारा के साथ बह रही है या संचरित धारा के साथ बह रही है और याद रखें कि सुपरपोजिशन सिद्धांत विद्युत दाब के लिए लागू होता है यह उस शक्ति के लिए लागू नहीं होता है जिसका अर्थ है शक्ति हम यह नहीं कह सकते हैं कि आयातित शक्ति और परावर्तित शक्ति कुल शक्ति के बराबर है जो कि वास्तविक सुपरपोजिशन नहीं है यह सही है सुपरपोजिशन सिद्धांत विद्युत दाब के लिए लागू होता है लेकिन शक्ति के लिए यह नहीं है तो शक्ति का मापन कुल शक्ति कठिन है यही कारण है कि माइक्रो वेव आवृत्ति पर कुल पोर्ट मात्रा को मापना एक मुश्किल काम है लेकिन अलग से हम आयातित धारा परावर्तित धारा को अलग कर सकते हैं जिसे हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम भाग में देखेंगे माइक्रो वेव आवृत्ति पर उपकरण उपलब्ध हैं जो आयातित और परावर्तित या प्रसारित तरंगों को अलग कर सकते हैं उस उपकरण को दिशात्मक युग्मक कहा जाता है अब इसीलिए एक तरंग के लिए कुल शक्ति को नहीं मापा जा सकता है हमें इसे आयातित शक्ति या परावर्तित शक्ति संचरित शक्ति के संदर्भ में मापने की आवश्यकता है क्योंकि विद्युत दाब को शक्ति से मापा जाता है तो विद्युत दाब को माइक्रो वेव के रूप में नहीं मापा जा सकता है कम आवृत्ति में मापा जा सकता है चाहे माइक्रो वेव आवृत्ति हो कुल विद्युत दाब या कुल धारा के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है हमें कहना पड़ेगा कि आयातित विद्युत दाब क्या है परावर्तित विद्युत दाब क्या है संचारित विद्युत दाब वगैरह क्या है यही कारण है कि जब हम माइक्रो वेव नेटवर्क में चिह्नित करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे सीधे Z Y वगैरह के संदर्भ में नहीं दिखा सकते हैं Z Y h a b c d हम अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं लेकिन यदि आप इस मापदण्ड को मापना चाहते हैं तो हमें अलग अलग तरंगों की मात्रा को मापना होगा और इसीलिए नए मापदण्ड2 पोर्ट मापदंडों जिसे स्कैटरिंग मापदंडों कहा जाता है को परिभाषित करने की आवश्यकता थी तो यह स्कैटरिंग मापदंड नेटवर्क का वर्णन कुल विद्युत दाब और धारा के संदर्भ में नहीं करता है लेकिन आयातित परावर्तित और प्रेषित विद्युत दाब के रूप में करता है इस कारण यह माप की समस्या को हल करता है माइक्रो वेव में इन विद्युत दाब में से यही कारण है कि माइक्रो वेव आवृत्ति में S मापदंडों या स्कैटरिंग मापदंडों कम आवृत्ति पर काफी लोकप्रिय है आपके पास इस तरह के ट्रांजिस्टर H या G जैसे सक्रिय उपकरणों के लिए अन्य मापदंड Z Y हैं जो कि लोकप्रिय हैं नेटवर्क a b c d के कैस्केडिंग के लिए हैं अब अन्य Z Y वगैरह की तरह यह S मापदंड भी पूरी तरह से माइक्रो वेव नेटवर्क की विशेषता रखता है और एक उपकरण उपलब्ध है जो घटक दिशात्मक युग्मक पर आधारित है जिसे नेटवर्क विश्लेषक कहा जाता है जो आयातित परावर्तित और प्रेषित विद्युत दाब तरंगों को अलग माप सकता है हम इस नेटवर्क विश्लेषक उपकरण भी एक व्याख्यान में देखेंगे इस S मापदंड को हम गणितीय रूप से संबंधित कर सकते हैं S मापदंडों को मौजूदा Z Y a b c d वगैरह मापदंडों के साथ तो हम बदलाव कर सकते हैं और अंततः हम माइक्रो वेव नेटवर्क को Z a b c d वगैरह मापदंडों में भी चिह्नित कर सकते हैं तो S मापदंडों की क्या आवश्यकता है कि माप के लिए यह तरीका है कि यदि आपके पास माइक्रो वेव नेटवर्क है जिसे आप मापते हैं या अनुमान लगाते हैं S मापदंड S मापदंडों को दूसरे पोर्ट मापदंडों में परिवर्तित करता है तो उनमें से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है S मापदंडों की लोकप्रियता है जिसे हम माइक्रो वेव इंजीनियर के दूसरे 2 टूल कह रहे हैं तो हम देखते हैं मान लें कि हमारे पास एक सामान्य इनपुट नेटवर्क है और यह एक N पोर्ट नेटवर्क है आप 1 पोर्ट संख्या 1 nth पोर्ट N th पोर्ट देखें इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी कुल N पोर्ट है जो कि अंतिम पोर्ट है तो यही कारण है कि nth पोर्ट नेटवर्क है अब इसलिए प्रत्येक पोर्ट में 1 आयातित तरंग होती है यह तरंग बाहर से अंदर आ सकती है अथवा नेटवर्क में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कारण हो सकती है जैसे कि परावर्तित तरंग यह तरंग परावर्तित होती है और यह तरंग आयातित होती है तो आप देखते हैं कि आपके पास यह है जो पोर्ट के अंदर आ रहा है जो की पोर्ट के अंदर जा रहा है इसी तरह यह बाहर जा रहा है तो हम यह कह सकते हैं क्योंकि यह रैखिक नेटवर्क है तो −¿ क्या है क्या परावर्तित हो रहा है मान लीजिए कि यह आ रहा है अब प्रतिबाधा देखकर इनमें से कुछ सीधे वापस आ सकते हैं जो भी आ रहा है उनमें से कुछ यहाँ आते हैं तो यह भी योगदान कर सकता है पोर्ट 3 में कुछ हो रहा है अगर वह शक्ति यहां आती है तो इसीलिए −¿ अन्य सभी पोर्ट के आयातित विद्युत दाब की तरंगें के रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है यदि मैं इनका विस्तार करता हूं तो तो 1 पोर्ट पर किसी भी परावर्तित तरंग को अन्य सभी पोर्ट पर आयातित विद्युत दाब के रैखिक संयोजनों के रूप में लिखा जा सकता है तो आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि विभिन्न पोर्ट के परावर्तित विद्युत दाब इस वेक्टर के मैट्रिक्स मैट्रिक्स n के बराबर है और फिर आपके पास एक और n लंबाई की पूंजी n लंबाई वेक्टर है तो इस मैट्रिक्स को S मैट्रिक्स कहा जाता है तो मैट्रिक्स के रूप में हम लिख सकते हैं अब अगर मैं निर्धारित करना चाहता हूँ तो n पोर्ट नेटवर्क में कितने S मापदंड हैं NXN हैं जिसका अर्थ है कि S मापदंडों के संख्या N2 हैं यदि मैं उनमें से किसी को भी निर्धारित करना चाहता हूं तो मानते हैं Sij मैं निर्धारित करना चाहता हूं इसलिए आप देखते हैं कि जब हमने लिखा कि Sij समान होगा मान लीजिए मैं S12 निर्धारित करना चाहता हूं तो S12 मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूं अगर मैंने अन्य सब को 0 डाल दियाअन्य सभी इसका मतलब है केवल एक संग्रह करेगा बाकी सब परावर्तित करेंगे तो इसीलिए जब हम कहते हैं Sij का मतलब है कि मैंने jth पोर्ट पर उत्तेजना दी है दूसरी मैं i th पोर्ट पर परावर्तन एकत्र कर रहा हूं j th port को छोड़कर अन्य सभी पोर्ट को बंद रखा गया है अगर मैं आयातित के विद्युत दाब को दूसरे पोर्ट पर डाल सकता हूं जिसे मैच टर्मिनेट कहा जाता है अगर मैं मैच टर्मिनेट करता हूं इसलिए यह किसी भी आयातित धारा को जन्म नहीं दे सकता है इसलिए जब मैं ड्राइव पोर्ट पोर्ट j के साथ Sij खोजने की कोशिश कर रहा हूँ आयातित धारा इस पोर्ट को समाप्त करने से मेल नहीं खाती क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यह you नहीं दे सकते मैच टर्मिनेट अन्य सभी पोर्ट से मेल खाता है समाप्त करने का मतलब है कि इसका मतलब है अन्य सभी पोर्ट आयातित विद्युत दाब 0 हो जाती है पोर्ट पर परावर्तित धारा को मापें तो इसके द्वारा हम किसी भी S मापदंडों का पता लगा सकते हैं तो यह माप की चीज है जो हम उस आयातित पोर्ट को छोड़कर अन्य सभी पोर्ट पर मैच टर्मिनेट को लगाते हैं जहां हम आयातित को निर्दिष्ट पोर्ट के रूप में परावर्तित पोर्ट को मापने और मापने की कोशिश कर रहे थे अब हमने बताया है कि हमने S मापदंडों का उपयोग क्यों किया फिर से मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि H Y Z मापदंड हैं तो यह H आम तौर पर छोटा h हाइब्रिड मापदंड है इसलिए उच्च आवृत्तियों पर उपकरण पोर्ट पर कुल विद्युत दाब और धारा को मापना मुश्किल है मैं इसका कारण बताता हूं कि यह क्यों है तो और सक्रिय उपकरण शॉर्ट्स या ओपन के साथ स्वयं को नष्ट कर सकते हैं या खोल सकते हैं अन्य H Y Z मापदंडों के मामले में इसका मतलब है कुल विद्युत दाब और धारा माप प्रकार की चीजें या तो हम एक पोर्ट खोलते हैं या बंद करते हैं लेकिन उच्च आवृत्ति पर सक्रिय उपकरणों के लिए यह दोलन कर सकता है तो यह छोटा होना या खोलना उन उपकरणों के लिए खतरनाक हो सकता है जो वास्तव में 1 कारण थे कि ट्रांजिस्टर को Y Z मापदंडों के साथ परिभाषित ना करके h मापदंड के साथ परिभाषित किया गया अब एस मापदंडों वे परिचित माप से संबंधित हैं जैसे लाभ का मतलब है कि कितना विद्युत दाब लाभ बिजली लाभ वगैरह नुकसान परावर्तन गुणांक S मापदंडों से कितना परावर्तन हो रहा है हम आसानी से उन चीजों को पा सकते हैं जो अपेक्षाकृत आसान हैं कई उपकरणों के मापदंडों को भी प्रणाली के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए विश्लेषणात्मक रूप से पा सकते हैं यह सुविधाजनक है विभिन्न CAD प्रोग्राम हैं जिनके द्वारा आप परावर्तन गुणांक संचरण गुणांक वगैरह भी पता लगा सकते हैं तीसरे टूल का फ्लो ग्राफ विश्लेषण देखेंगे जिसके द्वारा आप यह भी पता लगा सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि इन मापदंडों के बीच अंतर्संबंध हैं इसलिए यदि H मापदंडों Y मापदंडों Z मापदंडों या b c d मापदंडों की गणना करने की आवश्यकता है तो S मापदंडों से किया जा सकता है तो आप देखते हैं कि कुछ आयातित तरंग a1 जिसमें से कुछ परावर्तित हो जाता है जिसे हम यहाँ मैच टर्मिनेट के द्वारा S11 के रूप में मापते हैं इसी तरह हम b1 को मापते हैं और इन अनुपातों को ढूंढते हैं जिनके बारे में हमने पहले ही 2 पोर्ट के लिए लिखा है अब एस मापदंडों को मापने का मतलब है कि अब 2 पोर्ट तक लें तो S 11 का अर्थ है कि आप जिस दूसरे पोर्ट का मिलान करते हैं उसे समाप्त करते हैं और इन अनुपातों को b1 a1 या हमारी शब्दावली में पाते हैं इसी तरह S 2 1 का अर्थ है पोर्ट 2 को समाप्त करना और उसका पता लगाना इसी तरह यदि आप दूसरे पोर्ट को उत्तेजित करते हैं और मिलान करते हैं तो पहले पोर्ट को समाप्त करें जो आपको अन्य 2 S 22 तथा S 12 मिलते हैं तो उस चीज़ का वर्णन यहाँ किया गया है कि आपके पास 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसे हमने DUT परीक्षण के तहत उपकरण कहा है तो 1 मामले में हम कहते हैं कि a2 0 का मतलब है कि इसे समाप्त करें इन मात्राओं का पता लगाएं फिर आप दूसरी पोर्ट में उत्तेजना रखने वाली चीज़ को उल्टा कर दें यहाँ मैच लोड डाल दें और फिर पता करें तो आप S मापदंडों को माप सकते हैं अब यह उपकरण नेटवर्क विश्लेषक है जो S मापदंडों को माप सकता है इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क में ये 2 पोर्ट 4 पोर्ट वगैरह में उपलब्ध हैं जाहिर है 4 पोर्ट काफी महंगा नेटवर्क एनालाइजर है जो काफी महंगा उपकरण है लेकिन अब अस्सी के दशक में इसका आविष्कार किया गया था इसकी कीमत में क्या कमी आई है और आजकल आपकी प्रयोगशाला में है आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक नेटवर्क विश्लेषक देख सकते हैं यह एक आधुनिक नेटवर्क विश्लेषक है ऐसा दिखता है आपके पास एक बड़ा डिस्प्ले सेक्शन है फिर आप देखते हैं कि इसमें 2 पोर्ट हैं यह 1 पोर्ट है यह एक और पोर्ट है इन पोर्ट के साथ आप अपनी चीजें जोड़ सकते हैं अब यहाँ एक संख्यात्मक कीपैड है तो 1 घुंडी है जो संख्या को विश्लेषणात्मक तरीके से बदल सकता है और विभिन्न बटन हैं बटन दबाकर आप अपडेट कर सकते हैं तो यह एक नेटवर्क विश्लेषक है जिसे आप इनसे जोड़ सकते हैं यह 1 पोर्ट है यह एक और पोर्ट है इसके साथ आप अपने उपकरण जोड़ सकते हैं अब यह नेटवर्क विश्लेषक का एक करीबी दृश्य है जहां आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि कुछ आवृत्तियों हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं फिर पोर्ट हैं उत्तेजना वगैरह हैं हम उन चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप कुछ निशान लगा सकते हैं तो आप देखते हैं कि 1 माप फ़ंक्शन हैं तो विभिन्न माप S11 माप S21 माप आप वहां रख सकते हैं फिर एक प्रारूप है अब प्रारूप का मतलब है प्रत्येक तरीके से आप प्रदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या आप प्रदर्शन को स्मिथ चार्ट प्रदर्शन के रूप में एक पोलर प्रदर्शन के रूप में एक आयताकार प्रदर्शन के रूप में चाहते हैं कि आप इसे यहां कर सकते हैं कि आप किस पैमाने का उपयोग करना चाहते हैं क्या आप लॉग स्केल डीबी स्केल वगैरह चाहते हैं जो मैंने कहा था कि किस प्रकार का प्रदर्शन है क्या आप चाहते हैं कि औसत वहाँ एक औसत साधन है जब आप किसी भी माप और शोर की उपस्थिति में मान लेते हैं अब यदि आप उस माप को एक ही मात्रा में दोहराते हैं तो आपने कई गुणा राशि मापी है और औसत ले ली है तो आपका SNR औसत में सुधार करेगा क्योंकि SNR में सुधार होगा क्योंकि संकेत एक निर्धारक वस्तु है इसलिए यदि आप एक ही माप को कई बार दोहराते हैं तो मान लीजिए कि कुछ संकेत वैल्यू 5 है इसलिए मैं कई बार 5V ले रहा हूं तो तब जब आप औसतन कम या ज्यादा करेंगे तो मुझे वही मिलेगा लेकिन शोर यह यादृच्छिक है इसलिए अगर मैं बड़ी संख्या में शोर मूल्यों को लेता हूं तो उनका औसत शोर के औसत के बराबर होगा आमतौर पर हमारे कंपन का शोर उनका औसत 0 का होता है तो औसत से शोर कम हो जाएगा यही कारण है कि नेटवर्क विश्लेषक वे विभिन्न औसत चीजें प्रदान करते हैं आम तौर पर एक ही कार्य 1024 बार किया जाता है जो माप सटीकता में सुधार करता है फिर नेटवर्क विश्लेषक को एक अंशांकन की आवश्यकता होती है हम इसका उपयोग करते समय देखेंगे कि यदि हम विभिन्न प्रकार की व्यवस्थित त्रुटियों को कैलिब्रेट करते हैं जो एक माप में होती है कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि आप एक नेटवर्क विश्लेषक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आप किस तरह का व्यवहार देखना चाहते हैं की एक नेटवर्क आवृत्ति प्रतिक्रिया को बदलकर तो आप शुरू करके व रोक के चयन कर सकते हैं ताकि आपको आवृत्ति मिल सके इसी तरह आप बदलाव कर सकते हैं बदलाव का मतलब है कि आवृत्ति बदलाव जो आप कर सकते हैं आप ट्रिगर दे सकते हैं यह अन्य की तरह है कि कुछ आयातित तब होती है जब मैं उस समय को मापना चाहता हूं जिसे ट्रिगर कहा जाता है फिर आप संकेत लगा सकते हैं तो सटीक माप मान स्वचालित रूप से आ जाएंगे जिन्हें संकेत कहा जाता है फिर यंत्र की माप को सही किया जाता है जिसे आप संग्रह कर सकते हैं जिसे यंत्र स्टेट कहा जाता है और फिर आप प्रीसेट कर सकते हैं कुछ फैक्ट्री लेवल सेटिंग और उसके बाद एक और 1 है यह नेविगेशन का मतलब है कि आप विभिन्न मूल्यों को बदल सकते हैं आप किसी अन्य चीज को देख सकते हैं तो आप कर सकते हैं जो सेव रिकॉल बटन है तो इसका मतलब है कि किसी भी समय आप किसी भी पिछले माप वगैरह को याद कर सकते हैं तो यह नेटवर्क विश्लेषक के बारे में है अब यह माइक्रो वेव में है चीजें जो आप देख सकते हैं और यह एक इंडक्टर है इंडक्टर एक आयताकार वेवगाइड द्वारा बनता है यदि आपके पास एक डायाफ्राम है जिसका अर्थ है ये स्थिति धातु है तो वास्तव में पूरी बात खुली थी लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ सवाल रोक करते हैं तो यह आपको एक इंडक्टर देता है इसे डायफ्राम को इंडक्टिव डायफ्राम कहा जाता है यह आप देख रहे हैं कि रोक है इस मामले में क्षैतिज पट्टी में ये ऊर्ध्वाधर पट्टी हैं तो इसे संधारित्र डायाफ्राम कहा जाता है यही कारण है कि एक संधारित्र को वेवगाइड द्वारा लागू किया जा सकता है जैसे कि यह कुछ आयत द्वारा एक LC सर्किट है यदि n स्टेप का अर्थ है वेवगाइड के ऊर्ध्वाधर साइड में आपके ऊंचाई होने से यह निरंतरता जो फिर से एक संधारित्र है तो संधारित्र आप एक डायाफ्राम या कदम से दे सकते हैं इसी तरह h पटल पर कदम यहां आयाम एक गाइड की तरह बदल रहा है जो एक इंडक्शन की तरह है तो इंडक्शन आप h पटल पर कदम द्वारा या इंडक्टिव डायफ्राम द्वारा देते हैं अब ये चीजें दिखा रही हैं क्योंकि ये असंतोष हैं और वहां हमने कहा कि विभिन्न उच्च क्रम मोड आएंगे जो हमने देखे हैं लेकिन उनका शुद्ध प्रभाव उच्च आवृत्ति में LC का उत्पादन कर रहा है जो LC नहीं बना सकते हैं लेकिन ये वे तरीके हैं जो हम नियंत्रण रेखा बनाते हैं उच्च आवृत्तियों पर और आप नेटवर्क विश्लेषक द्वारा उनके एस मापदंडों को माप सकते हैं तो आपको एक विचार देने के लिए कि माइक्रो वेव माइक्रो वेव आवृत्तियों पर ये उन विषयों के बराबर हैं जो यहां हम तत्वों का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन ये वितरित तत्व हैं वही चीज जो वेवगाइड थी यह माइक्रो स्ट्रिप टेक्नोलॉजी है माइक्रो स्ट्रिप का मतलब है कि आप जानते हैं कि इस पर सब्सट्रेट है इसके ऊपर चालक की परत है तो वह माइक्रो स्ट्रिप डिसकंटिनिटी एक ही C है तो LC आप इस तरह बना सकते हैं इसलिए यदि आपके पास एक सामान्य माइक्रो स्ट्रिप रेखा में वास्तव में एक ही माइक्रो स्ट्रिप है तो पूरी बात सामने आनी चाहिए लेकिन यहां हम एक अंतर रख रहे हैं जो C को बढ़ाता है और एक अंतराल के बीच में दो चीजें हैं तो यह πC नेटवर्क π क्षमता को जन्म देता है इस ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से वह भौतिककरण होता है जो T नेटवर्क को बढ़ाता है 2 श्रृंखला L और एक C इसी तरह एक T यहां है जो आपको 2 शाखा कप्लर्स को माइक्रो स्ट्रिप रेखा के समान समाक्षीय बनाती है जो आपको एक LC देगी तो ये माइक्रो स्ट्रिप डिसकंटिनिटी हैं जो समकक्ष मॉडल हो सकते हैं अब S मापदंडों के माध्यम से आप इन्हें बना सकते हैं जिसके द्वारा सैद्धांतिक रूप से आप पा सकते हैं आप इसे उस नेटवर्क विश्लेषक के माध्यम से भी माप सकते हैं परिणाम कुछ समय पर आएगा यह मैं दिखा रहा हूं क्योंकि प्रतिबाधा माप में आप इनका उपयोग आपके विभिन्न भार के साथ कर सकते हैं इसलिए यदि आप एक संधारित्र एक लोड के रूप में देना चाहते हैं तो आप या तो इन माइक्रो स्ट्रिप या डायफ्राम की क्षमता दे सकते हैं हम ऐसा करते हैं कि लैब में हम छात्र को उस प्रेरक डायाफ्राम देने के लिए कहते हैं और उसे यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि भार वगैरह क्या है तो माप के साथ आप ऐसा कर सकते हैं तो इसके साथ दूसरे उपकरण में जो S मापदंड है अगले व्याख्यान में हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न माइक्रो वेव नेटवर्क के लिए S मापदंड के गुण क्या हैं